8085 प्रोसेसर के लिए यदि हम मशीन लैंग्वेज में देखने की कोशिश करते हैं तो यह 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है जैसा कि हमने पहले कहा है तो वर्ड आकार 8 बिट है तो 28 विभिन्न संयोजनों की संख्या जो यह समझ सकते हैं तो आपके पास आठ बिट वर्ड आकार के साथ अधिकतम 256 अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं उसमें से 8085 केवल 246 विभिन्न बिट पैटर्न का उपयोग करते हैं और शेष 10 पैटर्न का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है ये 246 पैटर्न केवल 74 इंस्ट्रक्शंस का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जब मैं कहता हूं कि 74 इंस्ट्रक्शन जैसे कि अड्डीसन एक इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्ट एक इंस्ट्रक्शन है मूव एक इंस्ट्रक्शन है लोड एक इंस्ट्रक्शन है जैसे और इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड के आधार पर इंस्ट्रक्शन बदल सकते हैं जैसे अगर मुझे अपने प्रोसेसर में 10 अलग रजिस्टर मिले हैं तो R 1 से R 10 कहें ADD R1R2 ताकि R1 को R1 और R2 के योग की सामग्री मिल जाए यह इस इंस्ट्रक्शन से अलग है ADD R3R4 जहाँ R3 को R3 और R4 के योग की सामग्री मिलती है इस प्रकार इन दोनों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के रूप में लिया जाता है तो अगर हम उस तरह से विचार करते हैं तो 246 विभिन्न पैटर्न और यह वास्तव में 74 विभिन्न इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप है और बिट पैटर्न को सही ढंग से दर्ज करना बहुत मुश्किल है तो वे आमतौर पर बाइनरी फॉर्मेट के बजाय एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दर्ज किए जाते हैं मान लीजिए कि यदि आप माइक्रोप्रोसेसर किट में देखें जो उपलब्ध हैं वे आम तौर पर 2 तरीके होते हैं जिसमें आप अपने प्रोग्राम को उस किट में लोड कर सकते हैं एक तो कुछ कंप्यूटर से कुछ अपलोड सुविधा होने के माध्यम से तो उस तरह से मानों को सीधे उस किट के प्रोसेसर के रैम में अपलोड किया जा सकता है या कई बार किट में उन्हें एक हेक्साडेसिमल कीबोर्ड मिला होता है जिस पर नंबर 0 से लेकर एफ वे दिए जाते हैं और आप उन मूल्यों में टाइप कर सकते हैं जिन्हें आप दर्ज करना चाहते हैं और वे एक हेक्साडेसिमल प्रारूप में दर्ज किए जाते हैं उदाहरण के लिए यदि आप 0011 1100 की तरह इस विशेष बिट संयोजन पर विचार करते हैं तो यह वास्तव में इंस्ट्रक्शन है जो उस इंस्ट्रक्शन से मेल खाता है जो प्रोसेसर को एक्युमुलेटर कहे जानेवाले रजिस्टर के संख्या को बढ़ाने के लिए कहता है 8085 में एक विशेष रजिस्टर है जिसे एक्युमुलेटर कहा जाता है और यदि यह विशेष बिट संयोजन 0011 1100 इसे निष्पादित किया जाता है तो तो यह प्रोसेसर को उस एक्युमुलेटर की सामग्री को 1 से बढ़ाने के लिए कहता है इसलिए बाइनरी बिट पैटर्न के रूप में 0011 1100 दर्ज करने के बजाय आप हेक्साडेसिमल कीपैड के माध्यम से मूल्य में प्रवेश कर रहे हैं मान 3 और सी दर्ज किया जा सकता है और अनिवार्य रूप से इसका अनुवाद करता है बेशक यदि आप इसे कंप्यूटर के साथ कर रहे हैं तो यह स्वचालित रूप से होगा तो स्वचालित रूप से मानों को वहां लोड किया जाएगा लेकिन इन सभी अपलोडिंग को एक विकल्प मिला है जो कि इस अपलोड की गई सामग्री को सूचीबद्ध करना है तो वहाँ यह केवल कॉम्पैक्टनेस के लिए हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिखाई देगा और सभी मैनुअल और हर जगह आप पाएंगे कि वे हेक्साडेसिमल मूल्यों के संदर्भ में बात कर रहे हैं न कि बाइनरी वैल्यू के संदर्भ में बहुत ही सरल कारण कि बाइनरी मान उन्हें याद रखना या उन्हें निर्देश करना मुश्किल हो जाता है और आप देखते हैं कि केवल 246 अलग अलग संयोजन हैं इसलिए पुराने दिनों में लोग लगभग याद करते थे यह मुश्किल नहीं था जैसे कि एक बार एक व्यक्ति कुछ दिनों के लिए 8085 प्रोग्रामिंग कर रहा है यह अक्सर आम हो जाता है कि उन इंस्ट्रक्शन को याद करना जो अक्सर उपयोग किए जाते हैं जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो एक संभावना यह होती है कि हम प्रोग्राम को C या C जैसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर हमें एक ट्रांसलेटर मिला है जो इसे प्रोसेसर की मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करेगा अब कठिनाई यह है कि उनऑप्टीमाइज़्ड ट्रांसलेशन के कई क्षेत्र हैं तो ट्रांसलेशन जो बहुत ऑप्टीमाइज़्ड नहीं हैं तो और जैसा कि आप जानते हैं कि मानव वे सबसे अच्छे ऑप्टिमिज़ेर हैं तो यदि एक कोड फ्रेगमेंट यथोचित रूप से छोटा है और यदि आप एक अनुभवी प्रोग्रामर हैं तो संभवतः आप मशीन लैंग्वेज में सबसे अच्छा संभव प्रोग्राम लिख सकते हैं जो किसी भी अन्य प्रोग्राम से बेहतर होगा जो C या C में लिखा गया है क्योंकि आप प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समय की गणना करने में सक्षम होंगे तो इस तरह यह आसान हो जाता है या तो बेहतर हो जाता है अगर आप मशीन लैंग्वेज में लिखें लेकिन फिर मशीन लैंग्वेज में लिखना मुश्किल है तो इन 2 मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज पर एक मध्यस्थ क्या किया जाता है असेंबली लैंग्वेज है इसलिए इंस्ट्रक्शंस को हेक्साडेसिमल में दर्ज करने के बजाय तो आप कुछ सिंबॉलिक कोड का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं तो यह ऐसा है और यदि आपको हेक्साडेसिमल मानों का एक सेट दिया जाता है तो प्रोग्राम का अर्थ समझना मुश्किल है तो यह दूसरा मुद्दा है तो जो हो रहा है वह यह है की तो कंपनियों ने इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ सिंबॉलिक कोड को परिभाषित किया है तो इन कोड को मनीमोनिक्स कहा जाता है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए एक मेनीमनॉनिक आमतौर पर अक्षरों का समूह होता है जो ऑपरेशन करने का सुझाव देता है तो उस कदम के आधार पर move एक मेनीमनॉनिक है add एक मेनीमनॉनिक है तो इस तरह यह उस ऑपरेशन को बता रहा है जिसे हम करना चाहते हैं तो यह असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम या असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट तो उनमे मेनीमनॉनिक शामिल होंगे और ऑपरेंड जो वहां होगा या जिस पर वह ऑपरेशन किया जाएगा इसलिए यदि हम पिछले उदाहरण पर वापस जाते हैं जैसे इस विशेष बिट पैटर्न 0011 1100 तो यह हेक्साडेसिमल में 3C है तो और यह INR A का मेनीमनॉनिक है तो INR इन्क्रीमेंट रजिस्टर है तो IN इन्क्रीमेंट है और R रजिस्टर है इन्क्रीमेंट रजिस्टर ए तो ए एक विशेष रजिस्टर है जो हमारे पास 8085 में है जो एक्यूमिलेटर है तो इन्क्रीमेंट रजिस्टर ए और यह 3C मान तो इसे ऑपरेशन कोड कहा जाता है यही है यह प्रोसेसर को बताएगा क्या ऑपरेशन किया जाना है और यही कारण है कि इसे ओपकोड या ऑपरेशन कोड कहा जाता है और इस ए को ऑपरेंड कहा जाता है और यह INR ओपकोड है अब तो उदाहरण के लिए यदि आप इस इंस्ट्रक्शन 10 यह विशेष रूप से बिट क्रम 1000 0000 कहते हैं तो यह हेक्सासीमल में 80 है तो 80 मेनीमनॉनिक है तो 80 आप कह सकते हैं कि ओपकोड है और इसका मतलब है कि इसका मेनीमनॉनिक ADD B है तो ADD B मेनीमनॉनिक है 80 ओपकोड है तो यह कहता है कि रजिस्टर बी जोड़ें लेकिन किस मूल्य के साथ तो इस इंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है लेकिन इसका मतलब यह है कि रजिस्टर बी को रजिस्टर ए के मूल्य में जोड़ा जाएगा तो ए एक विशेष रजिस्टर है जिसे 8085 में एक्युमिलेटर रजिस्टर कहा जाता है और जब भी आपके पास अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होता है फिर अधिकांश मामलों में ऑपरेंड में से एक एक्युमिलेटर है और यह भी कि डेस्टिनेशन केवल एक्युमिलेटर है तो जब आप इंस्ट्रक्शन ADD B निष्पादित करते हैं तो यह क्या करेगा यह रजिस्टर A की सामग्री के साथ रजिस्टर B की सामग्री को जोड़ देगा और मूल्य रजिस्टर A में संग्रहीत किया जाएगा इसलिए अंतिम मूल्य इसे रखा जाएगा केवल A या एक्युमिलेटर में तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक मशीन लैंग्वेज और जुड़ा हुआ असेंबली लैंग्वेजपूरी तरह से मशीन पर निर्भर है तो जब आप सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी मशीन इंडिपेंडेंट है आप उसी सी प्रोग्राम को कई प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं जहां अंतर्निहित प्रोसेसर अलग हैं और फिर आप इसे फिर से कॉम्पईएल कर सकते हैं वहाँ और कॉम्पइलेड प्रोग्राम निष्पादित किया जाता है लेकिन आप एक ही कॉम्पइलेड कोड को एक मशीन से दूसरी मशीन तक नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि दोनों सिस्टम में एन्वॉयरमेंट दोनों कंप्यूटरों में एक समान नहीं होता है विशेष रूप से प्रोसेसर जो बिल्कुल समान हो अन्यथा एक प्रोसेसर की मशीन लैंग्वेज दूसरे की मशीन लैंग्वेज से अलग है और असेंबली लैंग्वेज भी अलग है असेंबली लैंग्वेज कुछ भी नहीं लेकिन मशीन लैंग्वेज का एक उपयोगकर्ता समझने योग्य संस्करण है तो यह अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग होने जा रहा है तो प्रोसेसर A की असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया एक प्रोग्राम प्रोसेसर B पर काम नहीं करेगा तो यह एक विशिष्ट उदाहरण है जैसे कि मोटोरोला में 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है जिसे 6800 कहा जाता है और 8085 मशीन लैंग्वेज उस या 6800 से अलग है इसलिए मशीन लैंग्वेज में 8085 के लिए लिखे गए प्रोग्राम को 6800 में निष्पादित नहीं किया जा सकता है और इसके विपरीत तो यह स्पष्ट है असेंबली लैंग्वेज भी प्रोसेसर द्वारा समझा नहीं जाता है हमें इसे मशीन लैंग्वेज में बदलने की आवश्यकता है इसे कैसे किया जा सकता है तो 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा यह किया जा सकता है तो पहले यह हैंड असेंबली नामक किसी चीज से किया जाता था तो जैसा कि मैं बता रहा था 8085 आधारित प्रणालियों के पुराने डिजाइनर तो उन्होंने प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए कोड को याद किया और यह भी यदि आप 8085 के मैनुअल पृष्ठों को देखते हैं तो यह आपको बताएगा कि विभिन्न इंस्ट्रक्शंस के लिए कोड क्या हैं तो पहले आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिख लें और फिर उस चार्ट को देखें जहां उसे हर इंस्ट्रक्शन के लिए मशीन संबंधित इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या ओपकोड पार्ट मिलती हैं और उन ओपकोड का उपयोग करके आप अपने प्रोग्राम को 8085 मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदल सकते हैं तो यह बहुत मुश्किल नहीं है तो इसे हैंड असेंबली द्वारा किया जाता है इस प्रक्रिया को हैंड असेंबली के रूप में जाना जाता है तो प्रोग्रामर प्रत्येक असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का अनुवाद करता है इस समरूप हेक्साडेसिमल कोड या मशीन लैंग्वेज में और फिर हेक्साडेसिमल कोड को मेमोरी में दर्ज किया जाता है तो यह हैंड असेंबली का उपयोग करने का तरीका है और स्वाभाविक रूप से इस ऑपरेशन को करते समय त्रुटि प्रवण होता है तो मैं उचित मनीमोनिक्स के चयन में कुछ गलती कर सकता हूं और फिर उन लोगों कंप्यूटर सिस्टम में हेक्साडेसिमल प्रोग्राम में प्रवेश करना जो एक और सिरदर्द बन जाता है ताकि जिस तरह से यह त्रुटि प्रवण बन रहा है तो दूसरी संभावना यह है कि हम असेम्बलर नामक एक प्रोग्राम का उपयोग करते हैं इसलिए यह असेम्बलर कम्पाइलर की तरह प्रोग्राम करता है यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है और ये असेंबलर वे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल सकते हैं वास्तव में यदि आप किसी कम्पाइलर को देखते हैं तो उनके पास एक चरण होगा जिसे असेम्बलर कहा जाता है इसलिए कोई भी कंपाइलर सीधे मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम का अनुवाद नहीं करता है यह इसे असेंबलर में बदल देता है और असेंबलर से इसे मशीन लैंग्वेजमें परिवर्तित किया जाएगा इसका कारण बहुत सरल है जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम कई हाई लेवल लैंग्वेजेज का समर्थन करता है और फिर व्यक्तिगत कंपाइलर उस प्रोसेसर के लिए कोड को असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में बदल देते हैं और सिस्टम में मेरे पास एक एकल असेम्बलर हो सकता है और वह एकल असेम्बलर अब इन सभी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदल सकता है तो इन सभी कम्पाइलर के हिस्से के रूप में असेम्बलर को लगाने के प्रयास की नकल करने का कोई मतलब नहीं है तो असेंबलर भाग को अलग किया जाता है और यह कम्पाइलर तो वे इस असेंबली लेवल तक कोड उत्पन्न करते हैं और उस बिंदु से असेंबलर चालू करता है और काम करते है वहाँ कई असेम्बलर उपलब्ध हैं और वे असेंबली प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं तो अगले हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर में जाएंगे तो यह एक 8 बिट सामान्य प्रयोजन माइक्रोप्रोसेसर है तो हम 8 बिट का मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो यह एक बार में 8 बिट ऑपरेशन कर सकता है तो अधिकांश ऑपरेशन जो यह करता है 8 बिट डेटा पर होता है और भले ही यह 16 बिट पर संचालित हो तो यह केवल 8 बिट डेटा के रूप में उन्हें संभाल रहा होगा तो यह एक विशेष उद्देश्य की बात नहीं है उदाहरण के लिए यदि आप एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर देख रहे है तो यह सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लिकेशन के लिए समर्पित है तो ऐसा नहीं है तो यह एक सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर है और यह एक माइक्रोप्रोसेसर है यह वास्तव में एक सीपीयू है जिसमें एएलयू शामिल है फिर आपको रजिस्टर और वह सब मिल गया है लेकिन इसमें मेमोरी और वह सब नहीं है इसके साथ 64 किलो मेमोरी को संबोधित करने में सक्षम है तो और प्रत्येक और यह 8 बिट है जब भी यह मेमोरी तक पहुंच रहा है तो यह 8 बिट्स के संदर्भ में होगा तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह 64 किलो बाइट मेमोरी है जो प्रोसेसर द्वारा संबोधित किया जा सकता है अब क्या सिस्टम में 64 किलोबाइट मेमोरी होगी या नहीं यह उस सिस्टम के डिजाइनर पर निर्भर करता है जो 8085 प्रोसेसर का उपयोग करता है अब अगर यह 64 किलोबाइट का उपयोग नहीं कर रहा है तो शायद सिस्टम को इसमें केवल 32 किलोबाइट मेमोरी मिली है तो शेष स्थान खाली हो जाएगा और प्रोसेसर को उस सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान उस सीमा में एड्रेस उत्पन्न नहीं करने चाहिए वैसे भी मूल प्रोसेसर में यह 64 किलोबाइट मेमोरी को संबोधित करने की क्षमता है शारीरिक रूप से यह 40 चिप है और तो यह विस्तृत पिन लेआउट है जिसमे हम देखेंगे 5 वोल्ट पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है जो 3 मेगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है और यह अपवर्ड कम्पेटिबल है मतलब यह 8080 का पिछला संस्करण है यह पिन लेआउट के संदर्भ में संगत है तो यह 8085 का पिन आरेख है इसलिए हमें यह Vcc मिला है जो कि पावर सप्लाई पिन है तब हमें यह X1 और x2 मिला है तो जिसमें हमें क्लॉक सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक क्रिस्टल को बाहरी रूप से जोड़ना होगा तो यह क्लॉक जनरेटर है तो यह इस X1 और x2 से जुड़ा होगा फिर हमें कुछ विशेष लाइनें मिली हैं तो कुछ विशेष लाइनें जो हमारे पास हैं जैसा कि मैंने कहा कि यह 64 किलोबाइट मेमोरी को संबोधित कर सकती है तो अगर यह 64 किलोबाइट मेमोरी तक पहुंच रहा है तो मुझे 16 एड्रेस बिट लाइन्स 216 की आवश्यकता है तो आप पिन नंबर 21 से 28 को A8 से A15 के रूप में चिह्नित देखते हैं तो ये 8 बिट्स हैं और यह पिन नंबर 19 इस पिन नंबर 12 तो वे वास्तव में अन्य बिट्स हैं तो यह AD0 AD1 से AD7 तक वे मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस हैं तो इस मल्टीप्लेक्स शब्द को बाद में समझेंगे लेकिन इससे एड्रेस लाइन भी मिलेगी तो एड्रेस बस कुल 16 बिट है इस तरफ से 8 बिट और इस तरफ से मुझे 8 बिट मिला है वीएसएस ग्राउंड है AD0 से AD7 तक डेटा बस भी दी जाती है यदि आप केवल इस A को अनदेखा करते हैं तो आपको जो मिलता है वह D0 से D7 है तो यह वास्तव में डेटा बस है तो एड्रेस और डेटा वे एक ही पिन पर मैप किया गया है तो एड्रेस 0 और डेटा 0 वे पिन नंबर 12 पर डालते हैं एड्रेस 1 और डेटा 1 उन्हें पिन नंबर 13 वगैरह पर डाल दिया जाता है लेकिन डेटा वास्तव में चिप के आकार को कम करता है क्योंकि आपके पास कोई मनमाना आकार का पिन पैकेज नहीं हो सकता है यह 40 पिन पैकेज एक मानक पैकेज है उसके बाद मुझे लगता है कि पिंस की संख्या 64 है इसलिए इस तरह से आपके बीच कोई अन्य विकल्प नहीं है तो यह अनिवार्य है कि हम पैकेजिंग के साथ पिन आकार को सुसंगत रखें इस तरह के कुछ विशेष संकेत हैं रीड बार और राइट बार जो पढ़ने और लिखने के संचालन के लिए है तो उन्हें जोड़ा जाना है फिर इंटरप्ट लाइन्स का एक सेट है अगर आप इस प्रोसेसर के बेसिक ऑपरेशन को बाहरी दुनिया से बाधित करना चाहते हैं तो आप TRAP RST 75 65 55 INTR लाइनों का उपयोग कर सकते हैं तो प्रोसेसर को सूचित करने के लिए इन लाइन्स का उपयोग किया जा सकता है कि बाहरी दुनिया में कुछ एक्सेप्शन हुआ है और इसे ध्यान रखना चाहिए उदाहरण के लिए शायद RST 75 लाइनें एक माउस से जुड़ी हुई हैं और जब भी इस माउस को क्लिक किया जाता है तो यह प्रोसेसर को बताता है कि उपयोगकर्ता ने माउस बटन को एक बार दबा दिया है तो इस तरह यह माइक्रोप्रोसेसर उसी के अनुरूप कुछ विशेष कार्रवाई कर सकता है तो हम बाद में उन बातों पर आएंगे फिर इसके अलावा हमें यह ALE सिग्नल मिला है यह ALE सिग्नल एड्रेस लैच इनेबल है इस मल्टिप्लैक्सेड एड्रेस और डेटा बस लाइनों को अलग करने के लिए ALE उपयोगी होगा फिर एक और लाइन है जो है यह इनपुट आउटपुट या मेमोरी है तो जब यह प्रोसेसर कुछ मेमोरी डिवाइस से जुड़ा होता है तो इसे कुछ I O डिवाइस के साथ समान फैशन में भी जोड़ा जा सकता है प्रोसेसर कुछ डेटा के लिए बाहरी दुनिया तक पहुंच बना रहा है तो चाहे डेटा मेमोरी से हो या आईओ डिवाइस से यदि यह IO डिवाइस से है तो उस स्थिति में यह मान 1 हो जाएगा और यदि यह मेमोरी से है तो यह लाइन 0 के बराबर होगी तो हम कुछ डिकोडर सर्किटरी डिजाइन कर सकते हैं जिसके द्वारा या तो मेमोरी चिप सक्षम हो जाएगी या IO डिवाइस वे सक्षम हो जाएंगे यह आरेख हमारे पास मौजूद चीजों को समझने का एक स्वच्छ तरीका देता है तो हमें यह उच्च क्रम एड्रेस बस A8 से A15 में पिन 21 से 28 तक मिल गया है एड्रेस और डेटा बस मल्टिप्लैक्सेड है AD0 से AD7 तक तो वे यहां मल्टिप्लेससेड हैं संदर्भ समय 2127 क्रिस्टल यहां पिन 1 और 2 के बीच जुड़ा हुआ है पिन 40 आपूर्ति वोल्टेज 5 वी है और पिन 20 वीएसएस है जो ग्राउंड लाइन है फिर हमारे पास कुछ इंटरप्ट हैं पिन नंबर 6 7 8 9 और 10 तो वे इंटरप्ट पिन हैं तब आपके पास कुछ इंटरप्ट अखनोव्लेद्गेमेन्ट हैं INTA बार लाइन तो यह पिन नंबर 11 है यह पिन नंबर 10 INTR के संयोजन में आता है तो यह INTR इंटरप्ट आ रहा है प्रोसेसर द्वारा इंटरप्ट अखनोव्लेद्गेमेन्ट पिन सक्रिय किया गया है इसलिए जब हम चर्चा करेंगे हम इंटरप्ट पर चर्चा करेंगे तो हम इस अखनोव्लेद्गेमेन्ट पिन की व्याख्या करेंगे प्रोसेसर या माइक्रोप्रोसेसर के अलावा कई अन्य डिवाइस भी हो सकते हैं जिन्हें क्लॉक सिग्नल की भी आवश्यकता होती है तो यह वास्तव में बोर्ड पर अन्य घटकों को प्रोसेसर का क्लॉक सिग्नल दे रहा है इसलिए यदि आपको किसी उपकरण को माइक्रोप्रोसेसर के उसी क्लॉक सिग्नल द्वारा संचालित करने की आवश्यकता है तो आप उस प्रयोजन के लिए इस क्लॉक की रूपरेखा का उपयोग कर सकते हैं इसी तरह एक RESET बार पिन है जब यह रेखा 0 है इसका मतलब है 8085 रीसेट किया जाएगा और परिणामस्वरूप प्रोसेसर शुरू से ही संचालन शुरू कर देगा प्रोसेसर में कुछ रजिस्टरों को कुछ विशेष मान मिलेंगे कुछ अर्थों में इसका मतलब होगा कि प्रोसेसर ऑपरेशन को फिर से शुरू कर रहा है और कुछ और क्लॉक के समान यह रीसेट भी हमें रीसेट आउट करने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि जब यह रीसेट पिन सक्रिय हो जाता है तो हमें कई अन्य उपकरणों को भी रीसेट करना पड़ सकता है तो यह रीसेट आउट पिन है तो इस रीसेट आउट का उपयोग अन्य उपकरणों को रीसेट करने के लिए किया जाएगा और हमें यह एसआईडी और एसओडी मिला है तो इन 2 लाइनों तो यह SID सीरियल इनपुट डेटा के लिए है और एक SOD सीरियल आउटपुट डेटा के लिए है यदि आप बाहरी दुनिया से इस माइक्रोप्रोसेसर को मान दे रहे हैं तो एक संभावना यह है कि आप इस एड्रेस बस डेटा बस लाइनों के माध्यम से जुड़े कुछ IO उपकरण डालते हैं ऐसा करने का दूसरा तरीका यह है कि आपके पास कुछ सीरियल हैं आपके पास कुछ तंत्र हैं जिनके द्वारा आप बिट्स को सीरियल रूप से भेज सकते हैं और वे SID लाइन से जुड़े हुए हैं तो बिट्स सीरियल रूप से आ रहे हैं यह एसओडी लाइन के माध्यम से डेटा को सीरियल रूप से आउटपुट कर सकता है तो यदि आप कम गति के डेटा स्थानांतरण से संतुष्ट हैं तो आप इस SID और SOD लाइन के माध्यम से सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जा सकते हैं एक और महत्वपूर्ण पिन है जो हमारे पास है यह रीड बार और राइट बार है तो वे वास्तव में रीड कंट्रोल हैं और राइट कंट्रोल हैं तो यह बताएगा कि क्या प्रोसेसर बाहरी दुनिया से रीड करने की कोशिश कर रहा है या यह बाहरी दुनिया को राइट करने की कोशिश कर रहा है तो जब यह कहा जाता है कि यह वास्तव में मेमोरी से रीड की कोशिश कर रहा है तो इस रीड बार लाइन को 0 बनाया जाना चाहिए यह सक्रिय है तो 0 का मतलब है कि यह सक्रिय है तो यह रीड बार सिग्नल सक्रिय है और अगर यह उस स्थिति में मेमोरी पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है तो यह राइट बार सिग्नल सक्रिय हो जाएगा तो मेमोरी के बजाय यह IO डिवाइस भी होगा और चाहे वह IO डिवाइस हो या मेमोरी तो यह इस IO Mbar लाइन द्वारा पहचाना जाता है जैसा कि मैंने कहा है कि यदि यह लाइन 1 के बराबर है इसका मतलब है कि प्रोसेसर कुछ I O डिवाइस से आने वाले मूल्य की उम्मीद कर रहा है और यदि यह मान 0 है तो यह मेमोरी से आने वाले मूल्य की उम्मीद कर रहा है फिर ये 2 पिन S0 और S1 उस चरण को बताते हैं जिसमे माइक्रोप्रोसेसर इस समय बिंदु पर होता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस का निष्पादन करता है यह निम्न चक्र फेच डिकोड और एक्सेक्यूटे का पालन करके तो उन चरणों में इस S0 S1 पिन में उचित मूल्य होंगे तो इन मूल्यों को देखकर आप समझ सकते हैं कि प्रोसेसर अब क्या कर रहा है तो यह S0 S1 IO Mbar और सिग्नल प्रोसेसर की स्टेटस के बारे में बताता है और वे सामान्य रूप से कण्ट्रोल और स्टेटस संकेतों के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि यह माइक्रोप्रोसेसर की स्टेटस के बारे में बात करता है इसलिए यदि हम सिस्टम में मौजूद वायर को देख रहे हैं तो यह सिस्टम बस नामक चीज को जन्म देता है तो यह वायर है जो माइक्रोप्रोसेसर के लिए मेमोरी और आईओ उपकरणों को जोड़ता है एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है और यह पेरीफेरल और मेमोरी स्थानों की पहचान करता है अगर हम इस एड्रेस बस को देखते हैं तो यह एड्रेस बस आप ए 8 से ए 15 तक देख सकते हैं यह प्रोसेसर से बाहर जा रहा है और इसी तरह यहां यह भी है कि जब यह मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस एड्रेस बस के रूप में कार्य करता है तो यह प्रोसेसर से बाहर जाने वाला होता है तो यह एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है और यह प्रोसेसर से बाहर जा रहा है आउटपुट है और इसका उपयोग मेमोरी लोकेशन की पहचान करने के लिए किया जाता है जहां से वैल्यू को पढ़ना पड़ता है या जहां वैल्यू लिखनी होती है या पेरीफेरल उपकरण जिसे ऑपरेशन करने के लिए एक्सेस करना पड़ता है फिर डेटा बस द्वि दिशात्मक है क्योंकि आपको माइक्रोप्रोसेसर से मान को किसी मेमोरी स्थान या IO डिवाइस में स्थानांतरित करना पड़ सकता है या आपको मेमोरी लोकेशन या IO डिवाइस से प्रोसेसर तक मान प्राप्त करना पड़ सकता है इसलिए यह डेटा बस प्रकृति में द्वि दिशात्मक होने जा रहा है और कण्ट्रोल बस है तो वे सिंक्रनाइज़ेशन सिग्नल टाइमिंग सिग्नल कंट्रोल सिग्नल वगैरह के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए हैं तो वे वास्तव में कण्ट्रोल बसका गठन कर रहे हैं तो सिस्टम बस यह उन सभी वायर्स से मिलकर बनता है जो एड्रेस बस डेटा बस और कण्ट्रोल बस का गठन करते हैं